हम हमारे पाठ्यक्रम के व्याख्यान 2 शुरू करते हैं आज के विषय हैं हम सी डी C D बनाम ऐडी A D के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करेंगे फिर यह एक परिचित विषय है लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक बार और जिक्र करना चाहता हूं डीरेक डेल्टा सभी ने नेटवर्क और सिस्टम पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन किया है लेकिन गुणों को फिर से देखने के लायक है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है हम एनालॉग डोमेन से डिस्क्रीट टाइम डोमेन discrete time domain कंटीन्यूअस टाइम डोमेन पर आगे पीछे होने जा रहे हैं सैंपलिंग आज की कक्षा में हमारी चर्चा मुख्य रूप से फ़्रीक्वेंसी डोमेन पर ध्यान केंद्रित करने वाली है हमने पहले ही टाइम डोमेन सैंपलिंग पर ध्यान दिया है और टाइम डोमेन एक यूनिफार्म सैंपलिंग है और हम यह भी देखेंगे कि नाइक्वेस्ट मानदंड फ्रीक्वेंसी डोमेन व्याख्या से कैसे आता है तो यह आज की चर्चा का एक और हिस्सा है क्या होगा यदि नाइक्वेस्ट मानदंड संतुष्ट नहीं है फिर हमें अलियासिंग की समस्या है आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अलियासिंग मौजूद नहीं है हम एंटी अलियासिंग फिल्टर नामक चीज का उपयोग करते हैं तो एंटी अलियासिंग फिल्टर क्यों आता है और मल्टीएरेट सिग्नल प्रोसेसिंग आपको एंटी अलियासिंग फिल्टर के साथ काम करने में कैसे मदद करता है यह आज के व्याख्यान से बहुत महत्वपूर्ण है और फिर निश्चित रूप से हम हमेशा अंतिम परिणाम में रुचि रखते हैं डीएसपी में बहुत बार या संपूर्ण प्रसंस्करण डिस्क्रीट डोमेन में शुरू होता है आप प्रसंस्करण करते हैं और फिर आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आउटपुट मिलता हैं आप वास्तव में इसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के बारे में चिंता नहीं करते हैं हमारे मामले में बहुत बार हम उस एप्लिकेशन में चाहते हैं जिसे हम देख रहे हैं हम पुनर्निर्माण प्रक्रिया में रुचि रखते हैं तो पुनर्निर्माण फिल्टर क्या है एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर क्या है आदर्श पुनर्निर्माण फिल्टर और फिर आज के व्याख्यान के दौरान भी कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं हमेशा की तरह बेझिझक सवाल पूछें जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था मैं इस सवाल को दोहराऊंगा क्योंकि इसे रिकॉर्डिंग उद्देश्यों के लिए सुनाई देने योग्य हो इसलिए जब हम कहते हैं कि हम एक सिग्नल का सैंपल लेना चाहते हैं तो अंतर्निहित धारणा यह है कि सिग्नल अपनी अंतर्निहित प्रॉपर्टी द्वारा सीमित है वैकल्पिक रूप से मुझे इसे सीमित करना होगा तो एक या दो या तो यह बैंड लिमिटेड है या इसे बैंड लिमिटेड बनाना होगा फिर हम नाइक्वेस्ट थ्योरम लागू करते हैं नाइक्वेस्ट थ्योरम कहता है कि मुझे सिग्नल की बैंडविड्थ का 2 गुना होना चाहिए तो उस तस्वीर को ध्यान में रखें कि बैंड लिमिटिंग की प्रक्रिया है इसलिए बैंड लिमिटेड प्रॉपर्टी या तो अंतर्निहित होनी चाहिए या उस पर बलपूर्वक होना चाहिए या इसे एक फ़िल्टर के माध्यम से बनाना होगा ठीक है आज हम जिस पर चर्चा करेंगे उसमें यह एक महत्वपूर्ण तत्व होने जा रहा है ठीक है तो फिर इसका अगला पहलू ए डी AD और सी डी सिस्टम CD system के बीच अंतर है तो यह एक सी डी CD है कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम यह एक ए डी AD है तो क्या आप ए डी A D को सी डी C D से जोड़ सकते हैं वह कौन सा भाग है जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाता है एक क्वांटाइज़र तो मूल रूप से इनमें से प्रत्येक सैम्पल्स को अनंत परिशुद्धता के साथ प्रतिनिधित्व करने के बजाय परिमित स्तर हैं तो दूसरे शब्दों में आप एक सी डी C D ब्लॉक के बारे में सोच सकते हैं उसके बाद एक क्वांटाइज़र होता है जो आपको प्रभावी रूप से ए डी A D ऑपरेशन देता है ठीक है तो यह वह बिंदु है जिसका हम उल्लेख करना चाहते थे तो ध्यान रखें कि यहाँ हमारे पास डिस्क्रीट है यहाँ हम डिस्क्रीट डोमेन में कंटीन्यूस एम्पलीटूडे रखते हैं हमे क्वांटाइजेशन के कारण जानकारी के कोई भी हानि नहीं है यहाँ यह डिस्क्रीट एम्पलीटुडेस है जिस मिनट में आपके पास डिस्क्रीट एम्पलीटुडेस हैं आपने कुछ जानकारी खो दी है तो वह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इसलिए मुझे इस पर कुछ मिनट बिताने दीजिए फिर से यह फिगर आखिरी व्याख्यान से है जो इस तथ्य को उजागर करता है कि मूल रूप से हम एक यूनिफार्म सैंपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान सैंपलिंग यूनिफार्म होने वाली है जब तक हम निर्दिष्ट नहीं करते कि हम सीडी कनवर्टरCD converter के बारे में बात कर रहे हैं न कि क्वांटाइजेशन का इसलिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है हम इस अनंत परिशुद्धता को मानते हैं मुझे केवल एक पहलू का उल्लेख करना चाहिए जो मुझे लगता है कि हमारे लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है ठीक है इसलिए जब हमारे पास एक क्वांटाइज़ड सिग्नल या एक डिस्क्रीटाइज़ड सिग्नल होता है इसलिए यदि सैम्पल्स को क्वांटाइज़ड किया जाता है तो हम वास्तव में इसे मूल सिग्नल कुछ हानि या नॉइज़ के रूप में दर्शाते हैं तो यह मूल सिग्नल क्वांटाइजेशन नॉइज़ है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस कारण पर जोर दे रहे हैं कि हम एक सीडी CD के बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि हम वास्तव में नहीं चाहते हैं इस बिंदु पर क्वांटाइजेशन नॉइज़ पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यदि आप क्वॉन्टिजेशन नॉइज़ के बारे में बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक सिग्नल पावर है और एक क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर है ठीक है तो जिस मिनट की आप क्वांटाइज़िंग निर्धारित करना शुरू करते हैं आपको उसके बाद यह भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेश्यो है और ए डी AD का पूरा विषय जितना संभव हो उतना उच्च एस क्यू एन आर हासिल करना है तो यह अध्ययन की एक शाखा है जिसमें महत्वपूर्ण तत्व हैं हालांकि मल्टीएरेट डीएसपी एस क्यू एन आर को कम करने में एक भूमिका निभा सकता है इसलिए मल्टीरेट डीएसपी एस क्यू एन आर को कम कर सकता है उस हिस्से में हम रुचि रखते हैं ठीक है लेकिन तब तक जब तक हमारा ध्यान मल्टीरेट पहलुओं पर केंद्रित है सिवाय तब जब हम मल्टीरेट प्रोसेसिंग का उपयोग करके एस क्यू एन आर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बाकी समय हम कमोबेश ऐसे परिदृश्य से देखते हैं जहाँ क्वांटाइजेशन नॉइज़ मुख्य पहलू नहीं है ठीक है तो उस तस्वीर को देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि सी डी CD जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल लेने जा रहा है इम्पुल्सिस की एक ट्रेन से गुणा करेगा जैसा कि हमने कल बात की थी इन इम्पुल्सिस के बीच अंतर यह निर्धारित करने जा रहा है कि मैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को कितने सूक्ष्मता से सैंपल करूँगा तो यहाँ कुछ वैकल्पिक योजनाएँ हैं तो यह एक ऐसी योजना है जिसमें मेरा सैंपलिंग रेट अधिक है क्योंकि मेरी सैंपलिंग पीरियड कम कर दी गई है और निश्चित रूप से अगर मैं दूसरी दिशा में जाता हूं तो मुझे इसका विपरीत परिणाम मिलेगा कम सैंपलिंग रेट ठीक है तो यह शुरुआती बिंदु है तो आइए हम डीरेक डेल्टा पर कुछ मिनट बिताएं फिर से यह कुछ ऐसा होगा जो मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश परिचित हैं लेकिन गुणों को उजागर करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए हम चाहेंगे तो डीरेक डेल्टा δ एक बहुत ही अनूठा फंक्शन है फिर से डीरेक डेल्टा का उपयोग करने वाले अध्ययन की प्रत्येक शाखा का अपना दृष्टिकोण है गणित का दृष्टिकोण है भौतिकी का दृष्टिकोण है इंजीनियरिंग का नजरिया भी है मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दृष्टिकोण दूंगा तो हम इसे एक फ़ंक्शन के रूप में देखते हैं जो कि नहीं है वह मूल रूप से t 0 के अलावा हर जगह 0 है ठीक है यह हर जगह 0 है लेकिन यह t 0 पर भी अपरिभाषित है तो यह एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसे इसके गुणों के माध्यम से निर्दिष्ट या परिभाषित किया जाना है क्योंकि परिभाषा खुद कहती है कि t 0 पर फ़ंक्शन के बारे में कुछ अपरिभाषित है तो जिन तरीकों से हम डीरेक डेल्टा को परिभाषित करते हैं वे गुणों की श्रृंखला के होते हैं और मूल रूप से हम 2 गुणों सैंपलिंग प्रॉपर्टी और क्षेत्र की प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे तो क्षेत्र की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नंबर 1 अर्थात् कि मैं डिराक डेल्टा को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जहाँ p और q 0 के वैकल्पिक पक्षों पर हैं ठीक है इसलिए यह मानते हुए कि इंटीग्रेशन की अवधि उस तरफ है जहां डेल्टा वास्तव में होता है फिर यह 1 ¿ के बराबर है ठीक है और इसके कई प्रकार हैं एक वैरिएंट जो मुझे यकीन है आपने देखा होगा कि मूल रूप से यह वही इंटीग्रल प्रॉपर्टी है अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या हमें वास्तव में यू टी u यूनिट स्टेप मिलता है ठीक है तो हर टी के लिए आपको मिलेगा जो t है जहाँ t 0 है आपको एक इकाई एम्पलीटूडे मिलेगा और इसलिए यह यूनिट स्टेप बन जाता है और दिलचस्प बात यह है कि हम यह भी ध्यान देते हैं कि इस डेल्टा का कोई भी स्केलिंग आउटपुट को स्केल करता है तो यह एक उपयोगी प्रॉपर्टी है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का सैंपल ले रहे हैं इसे एम्पलीटूडे के संदर्भ में एक अनंत स्तर मिला है तो डेल्टा फ़ंक्शन सिग्नल के एम्पलीटूडे को संरक्षित करता है कि यह सैंपल है तो यह प्रॉपर्टी है 1 प्रॉपर्टी 2 तो यह यूनिट क्षेत्र प्रॉपर्टी है दूसरा वह है जिसे हम वास्तव में उपयोग कर रहे हैं वह सैंपलिंग प्रॉपर्टी है सैंपलिंग प्रॉपर्टी को कभी कभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है लेकिन हमारे लिए चूंकि हम वास्तव में सैंपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं सैंपलिंग वह शब्द है जिसका हम उपयोग करेंगे सैंपलिंग प्रॉपर्टी ठीक है तो एक्स टीX δ टी मूल रूप से X को मारता है X फ़ंक्शन है कंटीन्यूअस टाइम फ़ंक्शन X को छोड़कर हर जगह फ़ंक्शन को मारता है तो यह X δ है ठीक है तो यह वास्तव में डीरेक डेल्टा प्रॉपर्टी को बरकरार रखता है लेकिन इसे एक्स X से फ़ंक्शन को स्केल किया जाता है और इसी तरह यदि आप आवेदन करना चाहते थे तो X को δt−τ0 से गुणा करें यह Xτ0 पर फ़ंक्शन का सैंपल देगा फिर से δ से गुणा करें ठीक है यह बहुत उपयोगी प्रॉपर्टी है फिर से यह बहुत प्राथमिक हो सकता है क्योंकि आपने पहले ही इसका अध्ययन किया है लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी जब आप सैंपलिंग की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं तो इसे इस संदर्भ में नहीं बताया जाता है यह वास्तव में इंटीग्रल प्रॉपर्टी के साथ संयुक्त सैंपलिंग की प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहा गया है तो मूल रूप से यह और इसका मतलब एक ही बात है आपने देखा होगा कि सैंपलिंग प्रॉपर्टी को के रूप में परिभाषित किया गया है और यह यह क्या है आपने इसका अध्ययन किया होगा ये है एक्स X तो फिर से आपने इसे इस रूप में देखा हो सकता है लेकिन हम इसमें रुचि रखते हैं कि सैंपलिंग प्रॉपर्टी जिसे डीरेक डेल्टा संरक्षित करता है बेशक इस की भिन्नता भी है तो मूल रूप से या तो जिस तरह से डीरेक डेल्टा की एक निश्चित प्रॉपर्टी है हमें जरूरत है और हम उपयोग कर रहे हैं ठीक है देखें स्लाइड समय 1551 इसलिए अब हम जल्दी से सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में विचार करेंगे तो मुझे बस आपके दिमाग को ताज़ा करने दो xcs xs का सैंपलड सिग्नल है तो यह सिग्नल है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं सैंपलड सिग्नल xs xcs जहां s डीरेक डेल्टास की पीरिऑडिक ट्रेन है जहां Ts सैंपलिंग पीरियड है और इसलिए मूल रूप से ये डीरेक डेल्टास पर स्थित हैं अब प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहते हैं टाइम डोमेन प्रतिनिधित्व सीधा साधा है तो मूल रूप से क्या हो रहा है कि सैंपलड सिग्नल x n xc जहां n वह संख्या है जो n 0 1 2 है तो टाइम डोमेन बहुत सीधा साधा है इसलिए मूल रूप से हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का सैंपल ले रहे हैं लेकिन फ़्रीक्वेंसी डोमेन भी बहुत व्यावहारिक है इसलिए हम इसे देखने जा रहे हैं इसलिए हम इस सिग्नल के फूरियर रूपांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो XS jΩ इसलिए मूल रूप से हम xcs का फूरियर रूपांतरण प्राप्त करना चाहते हैं यह टाइम डोमेन में गुणा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यह है जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है जिसे या तो शुरू से बैंड लिमिटेड या फ़िल्टरिंग के माध्यम से बैंड लिमिटेड किया गया है जिसे SjΩ के साथ कोंवोलुशन किया गया है तो इनपुट स्पेक्ट्रम यह पहले से ही हमें दिया गया है यह पहले से ही दिया गया है और यही हम गणना करना चाहते हैं और फिर से यह गणना है जो मुझे यकीन है कि आपने पहले के पाठ्यक्रम नेटवर्क और सिस्टम या अन्य पाठ्यक्रमों में से एक में किया होगा लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए हम संबंधित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए कुछ मिनट खर्च करते हैं इसलिए मैं s के फूरियर रूपांतरण प्राप्त करना चाहता हूं तो s एक सिग्नल है जिसे हमने पहले ही ड्रा लिया है यह डीरेक डेल्टास की ट्रेन है जो कि दूरी Ts 2Ts Ts पर है और इसके बाद ठीक है और इसकी पीरिऑडिक प्रॉपर्टी के कारण इसका फूरियर सीरीज़ रिप्रजेंटेशन कर सकते तो पहला कदम फूरियर सीरीज़ कोएफ़िशिएंट की गणना होगा जहां Ω0 मेरी फँडामेन्टल फ्रीक्वेंसी है अर्थात यह है मेरी फँडामेन्टल फ्रीक्वेंसी और k Ω0 बन जाती है हो सकता है कि वास्तव में यहां तक कि इसे इस बिंदु पर बदलकर Ωs करने के लिए भी ठीक है क्योंकि यह हमने पहले से ही सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में परिभाषित किया है इसलिए मेरी फँडामेन्टल फ्रीक्वेंसी वास्तव में मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है और इसलिए फूरियर सीरीज़ की गणना और फूरियर सीरीज़ कोएफ़िशिएंट 1Ts के रूप में सामने आते हैं तो एस टी s इसके फूरियर सीरीज़ रिप्रजेंटेशन में सभी फूरियर सीरीज़ कोएफ़िशिएंट 1Ts हैं मूल रूप से उनमें से सभी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंसिअल्स हैं उन सभी को एक ही वेइट है बस याद रखें कि e jΩ0t का फूरियर रूपांतरण इस का फूरियर रूपांतरण 2πδΩ−Ω0 है तो मूल रूप से मुझे बताता है कि ठीक है या दूसरे शब्दों में इसे एस के रूप में भी लिखा जा सकता है तो फिर से S jΩ यह भी एक्सपोनेंसिअल सीरीज़ है मुझे यकीन है कि ये अच्छी तरह से ज्ञात परिणाम हैं ठीक है इसलिए हमें जो कोंवोलुशन करना है इसलिए कोंवोलुशन की प्रॉपर्टी अगर यह मेरा इनपुट स्पेक्ट्रम है XjΩ जिसे Ω0 पर डायराक डेल्टा के साथ कन्वोल्वड किआ गया है तो यह मुझे निम्नलिखित परिणाम देता है यह मूल रूप से डिराक डेल्टा के केंद्र फ्रीक्वेंसी पर स्पेक्ट्रम को स्थानांतरित करता है तो अगर यह ΩB −ΩB है तो कोंवोलुशन के बाद यह Ω0ΩB Ω0 ΩB ठीक है और केंद्र फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो यह मूल कोंवोलुशन प्रॉपर्टी है इसलिए इसका विस्तार करें अब सिंगल इम्पल्स नहीं बल्कि इम्पल्सइस की एक ट्रेन के साथ कन्वोल्वे करना है उनमें से प्रत्येक इम्पल्स का एम्पलीटूडे 2πTs है ठीक है तो ये एम्पलीटूडे 2πTs पर होगा जब मैं कोंवोलुशन करता हूं तो तो 2 π हट जाता है तो मैं जो बचा है उसका स्केल फैक्टर 1Ts है तो 1Ts मौजूद है और क्या होगा इनमें से प्रत्येक को X jΩ❑ की एक प्रति मिलेगी ठीक है तो यह Ωs है यह ΩB है यह बिंदु Ωs - ΩB है यह बिंदु Ωs ΩB है मूल सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जिनके बारे में हमने बात की है इसलिए मुझे आशा है कि आप स्पष्ट हैं कि अगर इनपुट स्पेक्ट्रम में इसका एम्पलीटूड 1 था तो सैंपलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से वह आ जाएगा और गणितीय रूप से अभिव्यक्ति S jΩ है यह सैंपलड सिग्नल है दोनों का उत्पाद है तो मूल रूप से यह है यह कोंवोलुशन के बाद है सभी शिफ्ट हो गए स्पेक्ट्रम की प्रतियां जिसका स्केलड फैक्टर 1Ts पहले से ही ग्राफ से दिखाई देता है इसलिए मैं इस अभिव्यक्ति से सिर्फ 3 तत्वों को उजागर करना पसंद है ये हमारे लिए हमारी समझ और आराम के स्तर के लिए पूरी सैंपलिंग प्रक्रिया के साथ उपयोगी हैं सबसे पहले ध्यान रखें कि स्केल फैक्टर है इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए यह कुछ ऐसा है जिससे हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हम पुनर्निर्माण में रुचि रखते हैं ठीक है दूसरा तत्व बहुत महत्वपूर्ण है मूल रूप से हमने इनपुट स्पेक्ट्रम की कई प्रतियां तैयार की हैं तो वास्तव में प्रतियों की एक अनंत संख्या इसलिए मैं इसे इनपुट स्पेक्ट्रम की कई प्रतियों के रूप में लिखूंगा सैंपलिंग प्रक्रिया के माध्यम से यह अनिवार्य है यह इनपुट सिग्नल का है या मैं इसे इनपुट स्पेक्ट्रम के रूप में लिखूंगा और इन इनपुट स्पेक्ट्रल प्रतियों को सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के गुणकों द्वारा अलग किया जाता है और ये सभी हमारे अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम मल्टीप्ल सैंपलिंग रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं लेकिन एक ही समय में पुनर्निर्माण की क्षमता इसलिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के गुणक ठीक है तो एक दिलचस्प अवलोकन जो हम इस आकृति से आकर्षित कर सकते हैं अतः अवलोकन करें अब ऐसी क्या स्थिति होनी चाहिए कि चित्र ओवरलैप न हों तो मूल रूप से स्पेक्ट्रम Ωs−ΩB के इस हिस्से को देखें निचले किनारे या अनुगामी किनारे है और अग्रणी किनारा ओमेगा बी है यदि यह इससे अधिक है आइए हम इसे सख्ती से अधिक से अधिक रखें ΩB है तो कोई ओवरलैप नहीं है क्या मैं सही हू और उनमें से प्रत्येक अब आप कह सकते हैं कि आप इसे किसी अन्य अंतराल के लिए क्यों नहीं लेते हैं आप इसे किसी भी गैप के लिए ले सकते हैं आखिरकार आप पाएंगे कि यह जिस स्थिति में आता है वह Ωs2ΩB सही है और यह और कुछ नहीं बल्कि नाइक्वेस्ट मानदंड है तो नाइक्वेस्ट मानदंड वास्तव में देखा जा सकता है बस सैंपल प्रक्रिया से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है अब आप कह सकते हैं कि इससे अधिक या बराबर क्यों नहीं अगर आप कहते हैं कि यह बराबर होना चाहिए ठीक है मैं बस आपको इसके लिए जवाब दूं यही वास्तव में नाइक्वेस्ट की कसौटी है किसी को भी पता है कि ज्यादातर व्यावहारिक डीएसपी के मामलों में हम सिर्फ इतना कहते हैं ठीक है कि नाइक्वेस्ट की कसौटी पर खरा उतरें नाइक्वेस्ट में बिल्कुल न रहें ठीक है एक एक करके नाइक्वेस्ट सटीक छवि के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु पर नहीं है ठीक है यह वही है आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि उस ΩB पर स्पेक्ट्रम का मूल्य क्या है ठीक है कोई और जवाब फिल्टर डिजाइन ठीक है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि अब इस विशेष चर्चा से भी हम अपने अगले पहलू में जा सकते हैं जिसे हम कवर करना चाहते थे वह है पुनर्निर्माण प्रक्रिया तो सैंपल प्रक्रिया ने निम्नलिखित बनाया है सैंपलिंग प्रक्रिया ने इन छवियों को बनाया है अब हम कहते हैं कि हमने जो भी कार्य करना चाहते थे उसे पूरा कर लिया है और अब हम सिग्नल को फिर से बनाना चाहते हैं तो यह सैंपलड सिग्नल है यह XsjΩ है अब पुनर्निर्माण प्रक्रिया मूल रूप से आपको इन छवियों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है इसलिए पुनर्निर्माण फ़िल्टर वास्तव में एक लौ पास फिल्टर है जो सभी अवांछित छवियों को हटा देता है केवल केंद्रीय छवि रखता है अब जिस पहलू का उल्लेख किया गया था वह यह है कि यदि आपके पास वास्तव में नाइक्वेस्ट कसौटी थी तो आपको एक फ़िल्टर की आवश्यकता होगी जो एक आदर्श फ़िल्टर हो ठीक है एक ब्रिक वॉल फ़िल्टर ठीक है और न तो डिजिटल में और न ही एनालॉग में ये वास्तविक फिल्टर हैं इसलिए और निश्चित रूप से अगर यह इस बिंदु पर 0 नहीं था तो ठीक है यह एक और बिंदु था जिसका उल्लेख किया गया था ठीक है यदि यह 0 नहीं था तो यह समस्या का एक और डायमेंशन जोड़ता है क्योंकि यदि आपके पास ऐसी स्थिति थी जहां आपके पास ऐसा कुछ था तो यह और भी मुश्किल है जब आप पुनर्निर्माण प्रक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका पुनर्निर्माण फ़िल्टर सिग्नल की किसी भी जानकारी को नहीं हटाता है अब जब यह परिदृश्य है और आपका फ़िल्टर भी इस तरह से तैयार किया गया है तो ठीक है बैंड किनारे पर फ़िल्टर की फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया क्या है मान लीजिए कि यह 0 है क्योंकि यह एक कट ऑफ फिल्टर है इसे कट ऑफ करना है तो मूल रूप से आप बैंड के किनारे पर पुनर्निर्माण के बारे में कुछ मुद्दे बनाते हैं तो एक कारण या दूसरे के लिए आप नाइक्वेस्ट कसौटी के साथ सावधान रहना चाहते हैं इसलिए मैं कहूंगा कि बड़े पैमाने पर यह हमारे लिए सुरक्षित है कि नाइक्वेस्ट की कसौटी पर खरा उतरें इस तरीके से संतुष्ट हों कि हमारे लिए काम करना आसान हो ठीक है आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो मेरा मानना है कि सहायक और शिक्षाप्रद हैं और हम कुछ दिलचस्प अनुप्रयोगों पर भी ध्यान देंगे तो हर कोई पुनर्निर्माण प्रक्रिया के बारे में बयान के साथ सहज है ठीक है हर कोई इसके साथ सहज है और कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर की आवश्यकता के बारे में बयान के साथ भी